तो निश्चित समाकल ज्ञात करना तो तो मैं जनता हूँ की उन सभी फलनों f का लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म विध्यमान होता हिय जो चारघातांकी क्रम के होते है तथा लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म एकरूपतः संतत होता हैं पुराने एक परिणाम के कारण जो की मीने बताया था तो एकरूपतः संतत होने के कारण तथ्य के कारण लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म के समाकल मे स्थित है वह एकरूपतः संतत हैं मैं सदेव बदल सकता हूँ या लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म मे अपने समाकल को मे हमेशा बदल सकता हूँ तथा लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म में समाकल को आपस मे बदल सकता हूँ इस विशेष निश्चित समाकल से मुख्यरूप से मैं जो कह रहा हूँ वह यह हैं कि मैं हमेशा पहले f का ट्रान्स्फ़ोर्म कर सकता हूँ तथा उसके बाद ज्ञात कर सकता हूँ तो चलिये उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि मैं क्या कहना छह रहा हूँ उदाहरण 1 ज्ञात करे तो यह समाकल ज्ञात करने के लिए मुझे इस फलन का लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म ज्ञात करता हूँ तो f का लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म निम्न प्रकार है तो मैं परिवर्तित करने जा रहा हूँ मैं 2 समाकलों को आपस में बदलूँगा निम्न अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए मैं इन 2 समकलों को आपस में बदलूगा एक dt के कारण तथा 1 x के सापेक्ष समाकल निम्न प्रकार तो मुझे निम्न अभिव्यक्ति प्राप्त होती हैं तो तब दूसरा समाकल ज्ञात किया जा सकता है तब यह निम्न मान के बराबर होगा तथा हमने खण्डशह समाकल का प्रयोग करेगे तो खण्डशह समाकल का प्रयोग करे इस आंतरिक समाकल के परिणाम तक पाहुचने के लिए तो हमे जो मिलता है वह है यह समाकल बन जाता है तो मैं कुछ पदो को काट सकता हूँ तथा तब मैं आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करना होगा निम्न अभिव्यक्ति तक पाहुचने के लिए हम देखते है यह राशी जो कोष्ठक के बाहर है x के सापेक्ष आचर हैं तो जो मुझे करना है वह बस यह है कि इन 2 अभिव्यक्तियों का समाकल करना है x के सापेक्ष तथा मैं देखता हु कि मुझे निम्न परिणाम मिलता हैं सभी सरलीकरणों के बाद मुझे निम्न अभिव्यक्ति प्राप्त होती हैं अब तो इसका अर्थ है यह अभी फिलहाल f का लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म

तो हम एक और निश्चित समाकल कि ओर आगे बढ़ते हें उदाहरण 2 ज्ञात करो तो ध्यान दें कि यदि मेँ लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म लगाता तो निम्नलिखित व्यंजक मिलता पुनः 2 समकलों को आपस में बदलने पर मुझे मिलता है उसके भी पहले मेरे पास निम्न है मैं इसे इस प्रकार लिखता हूँ तो मैं इस sin को इस व्यंजक से बदल दूंगा तो तब मुझे क्या मिलता हैं यह बन जाता है मुझे का मिलता हैं तो तो मीने क्या किया है बस t के सापेक्ष समाकल किया है इस लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म तक पाहुचने के लिए तो सम्पूर्ण सरलीकरण के बाद मुझे निम्न व्यंजक प्राप्त होता हैं और तब उपयुक्त ट्रांसफोर्मशंस के बाद मानते है y2x मैं निम्न हल पर पाहुचता हूँ तो तब अब हम हल को ज्ञात करते है मुझे मिलता है S के चिन्ह पर निर्भर करते हुए चाहे यह ऋणात्मक हो या धनात्मक तो यदि यह धनात्मक हो तो हम धनात्मक चिन्ह रखता है तथा ऋणात्मक होने पर ऋणात्मक चिन्ह रखते है तो इसका अर्थ हुआ कि मेरे f जो t का फलन है का प्रतिलोम ट्रान्स्फ़ोर्म प्रतिलोम L या लाप्लास प्रतिलोम तो तब चलिए एक ओर उदाहरण जल्दी से करते है तो प्रश्न यह है कि उदाहरण 3 प्रदर्शित कीजिए तो हमारे पास क्या है हम जल्दी से पुनः t के सापेक्ष लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म लेगे तथा मुझे मिलता हैं तो छात्र जांच करे कि हालांकि हमे आंशिक भिन्न का प्रयोग करने पर हमे यह व्यंजक मिलता है तो यह 2 घटको में सरलीकरत हो जाता है तो मेने यह क्यो किया क्योकि मैं इस x के सापेक्ष समाकल को अलग से ज्ञात करेगे तथा साथ ही यह 2 समकलों को x के सापेक्ष क्योकि ये मुझे 10 प्रतिलोम फलन देगे तो यह करने के बाद मे सीधे हल लिखुगा मुझे मिलता है तो मैं कुछ घटको को काट सकता हूँ तथा मुझे हल प्राप्त होता हैं तो तो तब मैं एक ओर उप विषय शुरू करूंगा वह है अंतर समीकरण अंतर या अवकल अंतर समीकरण तो आगे बड़ने से पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ तो अधिकतर समस्याओ में संख्यात्मक विश्लेषण उपस्थित होता है हम अधिकतर परिमित अंतर परिमित आयतन परिमित अव्यव के साथ काम करते हैं तो हम आवश्यकरूप से कोशिश करेगे अपनी सतत् समीकरणों या एक सतत् आंशिक या ODEs या सामान्य अवकल समीकरणों को पृथक करने की कोशिश करेगे कुछ पृथकरण विधियो के प्रयोग से तो उन विधियो में यह अँतर आते रहते है अब क्या हम इस अंतर समीकरण को लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म से हल कर सकते है क्या चलिए इसे देखते हैं तो हम देखेगे की इन अंतर या अवकल समीकरणों के उपयोग क्या है विद्धुत अभियांत्रिकी के बहुत से क्षेत्रों में या आपके पास यान्त्रिकी अभियांत्रिकी या विध्युतिकी निकाय या वित्तीय गणित में भी विशेषरुप से जब हमे ब्याज या वार्षिकियों या रहन रखने की गणना करनी हो तो इन ज्यादातर परिस्थितियो में हमे अपनी समीकरणों को अंतर रूप में पृथक होगा जेसा की मैं आगे बताने वाला हूँ तो आगे बढ़ाने से पूर्व चलिए कुछ श्रेणी लेते हैं तो कुछ श्रेणी u जो r का फलन हैं की 1 से अनंत तक निम्न प्रकार तो तब मैं परिभाषित करुगा मेरा संक्रिया डेल्टा होगा हम डेल्टा का घन परिभाषित कर सकते है डेल्टा 4 तथा इसी प्रकार ओर भी तो तब एक विशिष्ट अंतर समीकरण चलिए मैं एक विशिष्ट अंतर समीकरण प्रस्तुत करता हूँ हमने देखा है की एक अंतर समीकरण तथा अवकल समीकरण में क्या अंतर होता हा अवकल समीकरण मे हमारे पास चर का उचित अवकल्य होता है अज्ञात चर u का स्वतंत्र चर के सापेक्ष तो इस तरह की यह समीकरण है तो यह डेलेय अवकल समीकरण है हम देखते है की यह उस समीकरण से थोड़ा सा अलग है जसे मैं संदर्भित कर रहा हूँ जो की अंतर समीकरण हैं तो आगे बढ़ते हुए चलिए मैं प्रदर्शित करता हूँ कुछ परिणामो को तो एक आयताकार तरंग समीकरण पर ध्यान देते हैं

तो इस तरह कि यह फलन कि पृथकता वाली परिभाषा हैं जहां यह एक विशेष आचार मान प्राप्त करता है हम इस तरह के फलन को सिड़ीदार फलन कहते हैं तो यह फलन एक विशेष मान प्राप्त कर लेता हैं जो कि हर एक अंतराल में आचार मान हैं तो तब चलिए मैं आपको अक प्रमेय प्रदान करता हूँ आज कि चर्चा समाप्त करने से पूर्व तो प्रमेय का कथन है कि मैं इस प्रमेय को प्रमेय 1 से प्रदर्शित करुगा

तथा इसके बाद हम विद्धुत अभियांत्रिकी कि कुछ शाखा के विशेष उपयोगों को देखेगे जहां हम लाप्लास ट्रान्स्फ़ोर्म का प्रयोग करेगे बहुत बहुत धन्यवाद